पिछली कक्षा में हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के पैरामीटर के निर्धारण समकक्ष सर्किट मापदंडों के निर्धारण के बारे में देखा है इसलिए हमने वास्तव में दो परीक्षणों को देखा एक ओपन सर्किट परीक्षण है दूसरा शॉर्ट सर्किट परीक्षण है ये जिन दो परीक्षणों को हमने देखा और ओपन सर्किट परीक्षण में हमने कहा कि हम तीन रीडिंग प्राप्त करेंगे और और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमने कहा कि हम फिर से तीन रीडिंग और प्राप्त करेंगे हमने यह भी कहा कि ओपन सर्किट परीक्षण में हमें पढ़ने में जो W0 प्राप्त होता है वह केवल आयरन लॉस के बराबर होता है इसमें कॉपर लॉस का कोई संकेत नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप वास्तव में एक साथ ओपन सर्किट परीक्षण और शॉर्ट सर्किट परीक्षण के अनुरूप समकक्ष सर्किट के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ इस तरह का समक्ष सर्किट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए प्राप्त होता है यदि मैं ओपन सर्किट परीक्षण को देखती हूँ मैं इनको ओपन सर्किट कंडीशन पर रखने जा रही हूँ जिसका मतलब है कि जो करंट यहां बह रहा है जिसे मैं कह सकती हूँ और यह के बराबर है और अगर मैं वास्तव में उस प्रवाह को देख रहा हूं जो प्रवाहित हो रहा है जो कि ओपन सर्किट की स्थिति के दौरान होगा तो वास्तव में ओपन सर्किट की स्थिति के दौरान जो प्रवाह होता है वह केवल है जो वास्तव में करंट के कोर लॉसघटक के अनुरूप है और जो करंट के मैग्नेटाज़िंग घटक के समान है तो I1 वास्तव में इन दो करंट ओं और के योग के बराबर होगा जो वास्तव में है इसलिए मुझे अनिवार्य रूप से केवल मिलने वाला है क्योंकि करंट जो कि ओपन सर्किट की स्थिति के तहत ट्रांसफार्मर से बह रहा है जब मैं रेटेड वोल्टेज लागू करती हूँ तो ही वह रेटेड वोल्टेज जो लागू किया गया है इस स्थिति में जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि का केवल प्रतिशत ही होगी इसलिए यदि मैं और में होने वाली गिरावट को देखती हूँ तो यह है जो बहुत कम है जिस कारण से मैं वास्तव में इन गिरावट को वास्तव में नगण्य करने जा रही हूँ इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ओपन सर्किट कि स्थिति में वोल्टेज ड्राप या गिरावट है जो वास्तव में नगण्य है और सेकेंडरी में कोई भी करंट नहीं है इसलिए इसलिए ओपन सर्किट स्थिति में कॉपर लॉसको नगण्य माना जा सकता है अगर हम को देखें तो से कोई करंट नहीं प्रवाहित होती है और ओपन सर्किट स्थिति में कॉपर लॉसको नगण्य माना जा सकता है जबकि अगर मैं वास्तव में देखती हूँ इसलिए मैं यह कह सकती हूँ कि मूल रूप से ओपन सर्किट के दौरान मुझे जो W0 का मान मिलता है आयरन लॉस के बराबर है कॉपर लॉस बिल्कुल भी नहीं माना जाता है जबकि अगर मैं यह देखने की कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति के दौरान मुझे जो नुकसान हुआ है उसका मान क्या है तो शॉर्ट सर्किट के दौरान जो वोल्टेज मैं लागू करती हूँ यही इसका मान है यह सामान्य रूप से का केवल प्रतिशत या प्रतिशत है या यदि मैं को देखने की कोशिश करती हूँ इसी तरह यह केवल का लगभग से प्रतिशत होगा इसलिए कुल मिलाकर यदि मैं इसे VSC के रूप में कहती हूँ जो शॉर्ट सर्किट के दौरान वोल्टेज ड्रॉप है यह केवल लगभग प्रतिशत या उससे कम होने वाला है 5 प्रतिशत यदि यह सेप्रतिशत से कम होने वाला है फिर मैं कह सकती हूँ कि लगाया गया वोल्टेज किस स्थिति में प्रतिशत से कम के बराबर है इसलिए यदि यह के प्रतिशत से भी कम है तो मुझे अनिवार्य रूप से मिलने जा रहा है जो फ्लक्स है तो फ्लक्स के समानुपाती होने जा रहा है जिसके कारण मैं यह लिख सकती हूँ जिसके कारण शॉर्ट सर्किट की स्थिति में फ्लक्स का मान रेटेड फ्लक्स के मान का 5 प्रतिशत होगा इसलिए मैं अनिवार्य रूप से आयरन लॉस के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि फ्लक्स वर्ग के अनुपात में हैं शॉर्ट सर्किट की स्थिति के दौरान बहुत कम होंगे इसलिए मूल्य केवल कॉपर लॉसका संकेत देता है इसलिए हम मूल रूप से ओपन सर्किट की स्थिति या ओपन सर्किट टेस्ट की स्थिति के दौरान धारणा बनाते हैं पहली बात हम यह कहने जा रहे हैं कि लॉसकेवल आयरन लॉस हैं और प्राइमरी में कॉपर लॉस नगण्य माना जा रहा है और निश्चित रूप से कोई सेकेंडरी कॉपर लॉस नहीं है बिल्कुल इसलिए क्योंकि सेकेंडरी ओपन सर्किट है इसी तरह मैं कह सकती हूँ कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति के दौरान धारणाएं वास्तव में हैं हम लागू करने जा रहे हैं या हम केवल कॉपर लॉस के रूप में केवल जिस लॉसको देखने जा रहे हैं और यह वास्तव में PCU रेटेड है जिसे कॉपर लॉस का दर्जा दिया गया है इसलिए दूसरी बात आयरन लॉस की उपेक्षा की जाती है तो ये वे धारणाएं हैं जो हम ओपन सर्किट और शॉर्टकट सर्किट परीक्षण के दौरान करते हैं अब एक ट्रांसफार्मर की दक्षता को देखते हैं तो एक ट्रांसफार्मर की दक्षता मूल रूप से है इसलिए आउटपुट के लिए मैं लिखूंगा जहाँ वास्तव में लोड का पावर फैक्टर है इसलिए मुझे मिलेगा इसलिए आयरन लॉस और कॉपर लॉसको जोड़ने की जरूरत है ताकि इनपुट के लिए बना रहे तो मैं इसे लिख सकती हूँ जब तक मैं रेटेड वोल्टेज और रेटेड आवृत्तियों के तहत ट्रांसफार्मर का संचालन करती हूँ तो मेरे पास मूल रूप से आयरन लॉस स्थिर होगी इसलिए सतत होगा इसलिए मैं इसे आयरन लॉस या सतत लॉस के रूप में कह सकती हूँ या मैं यह कह सकती हूँ हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एड़ी करंट लॉस है अब मैं लिखती हूं कि किस स्थिति में दक्षता अधिकतम है इसलिए मैं समीकरण से दिखा सकती हूँ यह दक्षता है इसलिए मुझे अलग अलग लोड की स्थिति के तहत लिखने दें मुझे का मान अलग मिलेगा इसलिए मैं के सापेक्ष दक्षता का अवकलन करने जा रही हूँ जहाँ मैं इसका मान कर दूंगा मैं अंश एवं हर को मुख्य रूप से ठीक ठीक विभाजित करूँगा और मैं लिख सकता हूँ यह दक्षता के बराबर है तो मैं अगर इसे अवकलित करती हूँ केवल हर को अवकलित करती हूँ तो यह पर्याप्त यह सतत मान होगा इसलिए मैं मूल रूप से लिख सकती हूँ जब मैं अगर इसे अवकलित करती हूँ तो यह होगा इसलिए मैं मूल रूप से यह मान मिलेगा जिसे के सापेक्ष अवकलित करना पड़ेगा इसलिए जब मैं इसे अवकलित करती हूँ तो मुझे मिलेगा यह वही है जिसे मैं अवकलित करके के बराबर स्थापित करने जा रही हूँ यह वही है जो मुझे मिलने जा रहा है जिसका अर्थ है जब तब यह अधिकतम दक्षता स्थिति को इंगित करता है और यह अधिकतम दक्षता के लिए स्थिति है मुझे इस स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने दें किसी भी अन्य लोड पर जो का x हो सकता है तब मुझे करंट का मान के बराबर होगा यह लिखना चाहिए मैं लिख सकती हूँ की का मान किसी भी अन्य लोड पर होगा तो मैं कह सकती हूँ की यदि ट्रांसफार्मर का W और W है तो दक्षता उस लोड पर अधिकतम होगी जहां W के बराबर किसी भी अन्य लोड पर होगा इसलिए मैं इसे लिख सकती हूँ इसलिए W तो इसलिए जब लोड का मान रेटेड लोड के मान का है तब उस ट्रांसफॉर्मर के लिए दक्षता का मान अधिकतम होगा इसलिए अगर मैं वास्तव में दक्षता बनाम लोड की स्थिति की जांचने करने की कोशिश करती हूं तो हम कहें कि यह प्रतिशत है यह प्रतिशत है इसलिए कहीं न कहीं झूठ है इसलिए मैं शायद यह कह सकती हूँ कि दक्षता से शुरू होगी और यह इस स्थिति के आसपास अधिकतम तक पहुंच जाएगी और फिर यह फिर से गिरने लगेगी इसलिए यह अधिकतम दक्षता है तो यह कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की स्थिति क्या है इसलिए हमने पहले ही बताया कि ट्रांसफ़ॉर्मर के लिए मुख्य रूप से दो प्रमुख परफॉरमेंस पैरामीटर्स हैं एक है दक्षता जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है दूसरा जो रेग्युलेशन है इसलिए रेगुलेशन वास्तव में बात करता है कि आउटपुट वोल्टेज लोड पावर के अनपेक्ष एक स्थिरांक के रूप में कितना अच्छा है इसलिए यह पावर फैक्टर है निश्चित रूप से यही हमें वोल्टेज विनियमन के बारे में समझाता है हमारा मतलब है अगर मैं कहती हूँ से V ट्रांसफार्मर हैं हूं अगर मैं V लोड के अनपेक्ष लगाती हूँ तो भी आउटपुट वोल्टेज V पर होगा या नहीं यह हमारा मतलब है जो हम दक्षता विनियमन के बारे में बात करते हैं इसलिए जब हम वास्तव में ट्रांसफार्मर के समतुल्य सर्किट को देखते हैं तो हमारे पास है हमारे पास है हम यहां लागू करते हैं और हम यहां or प्राप्त कर रहे हैं हम समानांतर घटकों की उपेक्षा कर रहे हैं हमारे पास कुछ समानांतर घटक हैं कुछ इस तरह से हैं लेकिन हम इसे वास्तव में नगण्य मानने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत कम मान कि करंट को प्रवाहित कर रहे हैं करंट का मान के प्रतिशत से कम है इसलिए मैं इसलिए मैं इसे नगण्य मान सकती हूँ तो मैं कह सकता हू कि ड्रॉप वास्तव में है तो वास्तव में करंट प्रवाहित हो रही है तो मैं समानंतर घटकों को नगण्य मान सकती हूँ और विभव में गिरावट का मान होगा तो वोल्टेज ड्रॉप तो मुझे को पावर फैक्टर के साथ देखना होगा अन्यथा यह समझ में नहीं नहीं आएगा इसलिए अब अगर मैं कह कह सकती हूँ कि यह है तो मैं प्रतिशत में विनियमन कह सकती हूँ प्रतिशत में विनियमन है अगर मैं फेसर आलेख बनाना चाहूँ तो मेरा वोल्टेज क्या है जो वास्तव में या लोड वोल्टेज है अब मैं कह सकती हूँ कि करंट किसी न किसी कोण से पिछड़ रही हूँ मैं इसे या कहूँगी यह लोड पावर फैक्टर का कोण है अब अगर मैं यह देखने की कोशिश करूं कि क्या है यह इसके साथ समानांतर होगा इसलिए यह है जिसके लंबवत होगा मैं इन दोनों के योग को के रूप में यहां देख रही हूँ अगर मैं वास्तव में इसे बढाती हूँ तो कृपया ध्यान दें कि यह कोण अगर मैं इसे यहां बढाती हूँ तो यह कोण के समान है जबकि यह पूरा कोण मैं ट्रांसफार्मर के अंतर्निहित प्रतिबाधा कोण कहने जा रही हूँ अब जब मैं इसे को जोड़ती हूँ तो मुझे संपूर्ण वोल्टेज का योग मिलेगा जो की है निश्चित रूप से मैंने अतिरंजित तरह से बता दिया है इसलिए मैं कह सकती हूँ

तो यह वोल्टेज ड्रॉप है मैं इसे योग के रूप मैं लिख सकती हूँ इसे मैं बिंदु को O कहूँगी इस बिंदु को P इस बिंदु को Q इस बिंदु को R के रूप में कहा जाता है इसलिए मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं लिखती हूँ कि OP क्या है इसलिए यदि मैं इस को नगण्य मानती हूँ तो यदि हम की उपेक्षा करते हैं तो मैं इसे लिख सकती हूँ इसलिए मेरा विनियमन बन जाता है यदि यह कोण छोटा है तो मैं इस वोल्टेज ड्रॉप के घटकों को नगण्य मान सकती हूँ इसलिए यह कोण यदि मैं यह लिखने की कोशिश करता हूं कि यह कोण क्या है तो यह कोण होगा इसलिए हमके चिन्ह को उपेक्षित कर सकते हैं तो मैं लिख सकती हूँ कि तो मैं वास्तव में यह लिख रही कि क्या है तो अगर हम देखें

यह मुझे देगा यह मेरा होने वाला है और यह मेरा है तो मैं यह कहूँगी कि मेरा वोल्टेज ड्राप के बराबर है मैं किस स्थिति मैं लिख सकती हूँ आप सभी लोग अच्छी तरह समीकरण को जानते हैं इसलिए मैं लिख सकती हूँ कि और तो मैं इससे मुख्य रूप से लिखूंगी हमने शार्ट सर्किट टेस्ट में भी लिखा था कि ये मुख्य रूप से होगा यह वोल्टेज लॉस है यही विनियमितीकरण है और ये इसका अनुमानित मान है अब इसके साथ हमें यह कहना चाहिए कि क्या पावर फैक्टर लेगिंग है धनात्मक है जबकि ऋणात्मक होगा और कृपया याद रखें कि यह समीकरण एक लेगिंग पावर फैक्टर को मान कर ली गई थी यही कारण है कि हमें मिला इसलिए हम लिख सकते हैं जबकि अगर पावर फैक्टर लीडिंग है तो विपरीत चिन्ह का होगा कि मुझे यह धनात्मक चाहिए इसलिए So whenever we have a leading power factor it can so happen that can cancel out with each other and we may not get any drop at all by chance if is dominating overall than may be we may get a positive regulation इसलिए जब भी हमारे पास एक पावर फैक्टर लीडिंग होता है तो ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के साथ रद्द कर सकते हैं और हमें किसी भी प्रकार का लॉस न मिले अगर किसी तरह हावी है की तुलना में हम एक धनात्मक विनियमन प्राप्त कर सकते हैं तो सेकेंडरी टर्मिनलों पर लेगिंग पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज में गिरावट आएगी जबकि सेकेंडरी टर्मिनलों पर अग्रणी पावर फैक्टर के लिए वोल्टेज में उतना गिरावट नहीं आएगी क्योंकि लोडिंग के लिए वास्तव में वोल्टेज बढ़ सकता है यह नहीं भी गिर सकता है यह बढ़ सकता है इसलिए जब भी हमारे पास कपैसिटर लोड होता है तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ जाता है तो यह हमारी चर्चा को पूरा करता है कि हमने अब तक समतुल्य सर्किट पैरामीटर में जो देखा है हमने OC और SC परीक्षण देखा था हमने विनियमन देखा था हमने दक्षता देखी थी अब कुछ और विषय जो लंबित हैं हमें पता करने की आवश्यकता है ऑटोट्रांसफ़ॉर्मर या वैरिएक हम वास्तव में कैसे जा रहे हैं इसे कनेक्ट करें यह एक एकल ट्रांसफार्मर होगा हम इसे देख रहे हैं फिर हम करंट ट्रांसफार्मर और विभव ट्रांसफार्मर को भी देखेंगे जिसे हम मूल रूप से वोल्टेज और करंट को मापने के लिए उपयोग करेंगे इसलिए आमतौर पर उनका उपयोग इंस्ट्रूमेंटेशन में किया जाता है इसलिए कभी कभी उन्हें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रूप में भी जाना जाता है इन चीजों के साथ खत्म होने के बाद हम 3 फेज ट्रांसफार्मर को भी देखेंगे फिर अंत में ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन को देखेंगे तो इसमें 3 से 4 लेक्चर लग सकते है इसलिए इसके बाद उन लोगों के साथ भी चर्चा की जाएगी इसलिए इन चार विषयों को पूरा करने के बाद इसमें समतुल्य सर्किट पैरामीटर ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट विनियमन और दक्षता हम इन पर बात करेंगे हम OC SC परीक्षण विनियमन और दक्षता पर कुछ और प्रश्नों पर काम करेंगे जो वास्तव में समझ को बहुत स्पष्ट कर देगा जो आपने पहले से ही समझा है इसलिए अब तक बहुत अच्छा है